iq को समझने के लिए आपको सावधानी रखनी पड़ती है I यह वही पॉइंट है जिस पर आपको यह देखना पड़ता है कि वास्तव में लोड करंट ज्यादा होने का मतलब क्या है